आपका स्वागत है छात्रों इसलिए हम वृद्धिशील विश्लेषण और पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे हैं इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव को वर्तमान से ए और परिवर्तन के परिणामस्वरूप काम कर रहे थे इन्वेंट्री पॉलिसी में कंपनी द्वारा तैयार किए गए निवेश को समाप्त करने की आवश्यकता है माल सूची स्तर और शुद्ध कार्यशील पूंजी में और हमें पता चला कि कुल निवेश डेल्टा से करंट से ए में बदल जाएगा 169 लाख सही तो इसका मतलब है कि 169 लाख का अतिरिक्त निवेश करना होगा कंपनी अगर वे पॉलिसी वर्तमान ए से स्थानांतरित करना चाहते हैं लेकिन इसका शुद्ध प्रभाव वह होगा कंपनी की बिक्री में 222 लाख का इजाफा होगा तो प्रमुख लाभ प्रमुख लाभ और फिर हमें उन बिक्री में से मुनाफा कमाना होगा हम ऐसा अगले भाग में करेंगे लेकिन वर्तमान में हमें निवेश और अन्य नीतिगत स्तरों की आवश्यकता के बारे में बताएं तो आइए हम नीति A से B A से B की ओर बढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि नीति A यहां से कई गुना अधिक है नीति ए से बी सूची में कितना वृद्धिशील निवेश है जिसे हम 160 बनाने जा रहे हैं लाख क्योंकि पिछले हिस्से में हमने देखा है कि इन्वेंट्री में निवेश कितना होगा यह 610 से 770 तक है इसलिए इसका मतलब है कि इन्वेंट्री में 160 और एक के रूप में बढ़ा हुआ निवेश होगा परिणाम यह है कि काम करने की लागत में कार्यशील पूंजी में कितना बदलाव होने जा रहा है पूँजी जो कार्यशील पूँजी में निवेश बढ़ा दी जाएगी वह 44 लाख और अंत में होगी पहली पॉलिसी के मामले में कुल निवेश 204 नहीं 169 होगा इसलिए 104 में बदलाव होगा इसलिए कुल संचयी निवेश 373 रुपये होगा संचयी निवेश और हम वर्तमान से ए और फिर अनुक्रमिक फर्म में आगे बढ़ रहे हैं A से B से सीधे नहीं से A से B से सीधे B से दाएं इसलिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा हम इसे धीरे धीरे और लगातार खोते जा रहे हैं इसलिए हम वर्तमान से ए ए से बी तक देखते हैं B से C तक की स्थिति जब आप B से C की ओर बढ़ते हैं तो वृद्धि क्या होगी इन्वेंट्री में निवेश कितना 243 लाख होगा और आप किस कार्यशील पूंजी में जा रहे हैं 36 लाख की वृद्धि और कुल निवेश 279 हो जाएगा और संचयी निवेश 652 हो जाएगा B से C तब हम C से D के बारे में बात करते हैं जब आप C से D की ओर बढ़ते हैं तो यह 263 होगा 263 तो आप कुल परिवर्तन 22 लाख से शुद्ध कार्यशील पूंजी में निवेश बढ़ जाएगा और निवेश 285 होगा और अंत में निवेश में परिवर्तन 937 होगा और फिर यह डी से है ई सही है यह डी से ई है इसलिए इसका मतलब है कि अब बढ़े हुए निवेश सूची के तहत क्या होगा 30 लाख तो यह 9 लाख है और निवेश में पूरी तरह से बदल दिया जाएगा 139 और यह 1076 सही है तो यह होने जा रहा है उस संचयी निवेश की तस्वीर जो हम यहां रखने जा रहे हैं तो इसका मतलब है जब आप चलते हैं इन्वेंट्री में निवेश कुल निवेश में करंट से A में परिवर्तन होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी में निवेश 169 होगा जब आप ए से बी में जाते हैं तो यह 373 होगा B से C तक यह 652 होगा C से D तक यह 937 होगा और D से E तक 1076 होगा यह है संचयी निवेश का कुल स्तर हम यहाँ बनाने जा रहे हैं अब अगला भाग लेकिन हमें करना यह है कि हमें वृद्धिशील परिचालन लाभ के लिए काम करना होगा वृद्धिशील परिचालन लाभ के लिए काम करना होगा तो उसी तरह से वृद्धिशील परिचालन लाभ वृद्धिशीलता के लिए काम करना होगा वर्क आउट करें जिसे हमने डेल्टा ओपी के रूप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले मामले में बदल दिया है हमने देखा है कि डेल्टा निवेश ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग परिवर्तन में डेल्टा ओपी है और इसकी गणना के लिए फिर से हमें कॉलम बनाना होगा पहले हम पहले बदलाव करेंगे पहला कॉलम बनाना होगा जो कहेगा कि इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव सही है फिर इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव के परिणामस्वरूप इंक्रीमेंटल सेल्स में कितना इजाफा हुआ बिक्री हम सही करने जा रहे हैं और फिर हम वृद्धिशील योगदान होगा जो मैं आपसे सकल लाभ के रूप में बात कर रहा था आप इसे योगदान के रूप में भी बढ़ा सकते हैं योगदान जिसे डेल्टा बिक्री कहा जाएगा बिक्री में परिवर्तन आप कह सकते हैं कि यह एक डेल्टा बिक्री है डेल्टा में एक नया परिवर्तन कहा जाता है लेकिन यह योगदान में बदलाव है हमें सकल लाभ में बदलाव या योगदान में बदलाव देखना होगा आप कह सकते हैं कि वृद्धि हुई है योगदान या कहें वृद्धिशील योगदान में हमें काम करना होगा और वह होगा 40 की दर से 40 की दर से काम करना होगा तो 40 सकल लाभ या तो है हम इसे योगदान पर सकल लाभ के रूप में कहते हैं यह 40 है और फिर हमें वह देखना होगा बात वृद्धिशील वहन लागत कितनी होगी हमें वृद्धिशील वहन लागत में परिवर्तन देखना होगा इसलिए वृद्धिशील वहन लागत होगी परिवर्तन होने जा रहा है इसलिए आप इसे लागत में परिवर्तन डेल्टा लागत कह सकते हैं फिर वेतन वृद्धि होगी टैक्स से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टैक्स से पहले वृद्धिशील ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होगा एक डेल्टा परिचालन लाभ या टैक्स से पहले ओपीबीटी परिचालन लाभ है और फिर यह वृद्धिशील है कर माफी से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स ओपीएटी के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर के बाद वृद्धिशील परिचालन लाभ तो यह ओपीबीटी में बदलाव होगा जो ओपैट अधिकार में बदलाव है ये कॉलम हैं इसलिए इनवेंटरी सेल्स में इन्वेंट्री पॉलिसी में बदलाव इस वजह से हुआ क्योंकि यह डेल्टा सेल्स है 40 की दर से वृद्धिशील योगदान आप 40 की दर से कह सकते हैं वृद्धिशील ले जाने वाला लागत है वहन करने की लागत भी बढ़ेगी क्योंकि अब बिक्री बढ़ने जा रही है सूची है लागत को बढ़ाने के लिए जाने से लागत भी बढ़ेगी और फिर पहले से बढ़े हुए परिचालन लाभ टैक्स के बाद कर और वृद्धिशील परिचालन लाभ इसलिए यहां हमारे पास कोई दो नहीं होंगे सभी गणना करें इसे 40 के रूप में कहा जाता है इसलिए अब होगा यहाँ सभी गणना करें इसलिए इन्वेंट्री नीति को वर्तमान से ए परिवर्तन में इन्वेंट्री नीति में बदल देती है वर्तमान और ए से इन्वेंट्री नीति में बिक्री में कितना बदलाव होने जा रहा है यहाँ देखें बिक्री में एक बदलाव होने जा रहा है 772 हम वर्तमान में खो रहे बिक्री को खो रहे हैं इन्वेंट्री तैयार माल की इन्वेंट्री के स्तर को बढ़ाएगी बिक्री का अन्य नुकसान 772 से घटकर 550 हो जाएगा और फिर आगे यह भी नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि वृद्धिशील बिक्री कितनी होगी 772 550 तो इस मामले में कितना जा रहा है बिक्री में परिवर्तन बिक्री में बदलाव 222 लाख होगा जो मैं यहां लाख रुपये लिख रहा हूं यह है 222 तब A से B की ओर A से B की चाल है यहाँ देखेंगे क्या होता है लेकिन यहाँ वृद्धिशील है योगदान कितना होना है वृद्धिशील योगदान यह 40 है यह कहने जा रहा है बिक्री से 40 का मतलब है कि योगदान होने जा रहा है यह होने जा रहा है कि यह 89 होने जा रहा है आप गणना कर सकते हैं कि यह वृद्धिशील योगदान है 40 की दर से यह बिक्री और सेवाओं की 89 वृद्धि होगी और कितनी होगी वृद्धिशील वहन लागत वहन करने की लागत यहाँ दी गई है इसलिए यह 27 है जब हम वर्तमान कर रहे हैं इन्वेंट्री पॉलिसी और हम 200 से लेकर 772 लाख तक की बिक्री कर रहे हैं 27 लाख लेकिन जब आप पॉलिसी करंट से A पर जाते हैं तो आपकी बिक्री में निवेश बढ़ेगा इन्वेंट्री बढ़ेगी नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आप लागत ले जा रहे हैं और भी बढ़ेगा और फिर वहन लागत में वृद्धि होगी कितनी राशि से हो 7 तो इसका मतलब है कि आखिर क्या होगा तो यह वृद्धिशील है योगदान 89 क्षमा करें यह प्रतिशत 89 नहीं है जब आप कहते हैं कि यह पूर्ण शब्द 89 है लाख नहीं प्रतिशत पूर्ण शर्तों के बीच आता है तो इसका मतलब यह है कि यह 89 लाख है तो 220 पर 40 की दर 220 रुपये की बिक्री 40 की दर से बढ़ने वाली है और 89 लाख का योगदान है योगदान आगे जोड़ा जा रहा है और ले जाने की लागत 7 से बढ़ने वाली है इसलिए अंत में आप कह सकते हैं कि परिचालन लाभ कर से पहले 82 और करों के बाद क्योंकि कर दर कितनी है इसका मतलब है कि कर संचालन के बाद इसका 50 है लाभ 41 लाख होगा यह लाखों में है अब आप A से B की ओर बढ़ते हैं जब आप A से आगे बढ़ते हैं उस स्थिति में बी क्या होगा हम 200 लाख वृद्धिशील की वृद्धिशील बिक्री होगी योगदान 80 लाख होगा और फिर इसे वहन लागत में बदल दिया जाएगा इसलिए यदि आप बदलते हैं कि ले जाने की लागत ले जाने की लागत 34 थी लेकिन 42 होने वाली नहीं थी 8 से वृद्धि हुई है इसलिए यह 8 है और फिर यह होने जा रहा है कि कर से पहले 72 परिचालन लाभ कितना है और फिर यह कर के बाद 36 परिचालन लाभ है उसके बाद आप B से C के लिए जाते हैं यदि आप जाते हैं तो B से C तक B से C तक बिक्री में परिवर्तन 160 होने जा रहा है तब वृद्धिशील योगदान होने वाला है64 तो 14 की होने वाली है और फिर 50 की होने वाली है और यह 25 लाख रुपये की होने जा रही है तब आप C से D तक जाते हैं जब आप C से D तक जाते हैं तो बिक्री में परिवर्तन 100 और होगा वृद्धिशील योगदान स्वाभाविक रूप से 40 होगा और फिर यह 14 वृद्धिशील वहन करने वाला है लागत 14 है यह 26 है और यह 13 है कर के बाद परिचालन लाभ 13 है और फिर डी से ई तक यह 40 है बिक्री में परिवर्तन 40 होने जा रहा है तब यह 16 होने वाला है 40 का 40 वहन करने की तुलना में 16 है लागत 7 से ऊपर जाना है और फिर यह कितना होने जा रहा है यह वहन करने वाली लागत 7 है तो इसका मतलब है कि अगला परिवर्तन होगा कि कितना डी से ई 9 होगा यह 9 है और फिर यह आधे से 45 हो जाएगा या शायद इसे 5 के रूप में कहें हमने इसे पूरा कर लिया है इसलिए यह 5 या 45 ऐसा कुछ है या कहें कि यह परिचालन लाभ में परिवर्तित होने जा रहा है लागत वहन करना है इसलिए आपके परिवर्तन कहते हैं कि यह 40 वहन करने वाली लागत बढ़ रही है योगदान 16 और वहन लागत 7 हो रहा है तो यहाँ कर के बाद वृद्धिशील लाभ 9 है और कर में 9 से पहले वेतन वृद्धि परिचालन लाभ है टैक्स के बाद आप देख सकते हैं कि यह 45 लाख है तो यह स्थिति अब सामने आई है अगर यह है स्थिति तब हमें अब अगले स्तर के लिए जाना होगा और अगले स्तर पर हमें यह करना होगा वापसी की अपेक्षित दर पर काम करें हमें वापसी की अपेक्षित दर और बाहर काम करना होगा वापसी की अपेक्षित दर को आर के रूप में कहा जाता है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बदलाव से परिवर्तन होता है निवेश तो डेल्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेल्टा निवेश या निवेश में परिवर्तन से विभाजित होता है इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उक्त परिवर्तन के लिए काम किया है और हमने पिछले में काम किया है निवेश संचयी निवेश में गणना बदल जाती है हमने दोनों का पता लगा लिया है निवेश अलग अलग पॉलिसी स्तर हैं जो वर्तमान से ए तक हैं हमारे पास निवेश है ए से बी बी से सी सी से डी डी से ई तक सभी निवेश संचयी निवेश के साथ साथ होते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारे साथ उपलब्ध है जो कि इस समय ए से ज्यादा है A से B B से C C से D D से E सभी लाभ हमारे साथ उपलब्ध हैं तो आप देखते हैं कि जब हम बिक्री में बढ़े हुए बदलाव के लिए नीतिगत धारा से ए के अधिकतम स्तर तक कदम उठाने जा रहे हैं 222 लाख रखें और टैक्स के बाद उस परिचालन लाभ के परिणामस्वरूप भी सबसे अधिक है फिर ए से बी बिक्री में बदलाव अब उतना नहीं है लेकिन यह अभी भी 200 से अधिक है और कर के बाद परिचालन लाभ दूसरा उच्चतम है जो बी से सी सी से सी है पता है कि यह प्रवृत्ति तुरंत नीचे गिर रही है जब पॉलिसी को ए से वर्तमान में शिथिल किया जाए स्तर तब बिक्री को उठाया जाता है उसके बाद अब बिक्री बढ़ रही है लेकिन उसी दर से नहीं घटती दर पर जैसा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ होता है वैसा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है बढ़ती हुई लेकिन घटती दर पर अब आपको एक निर्णय लेना है कि यहां क्या करना चाहिए और हमें r की गणना करनी होगी r को अपेक्षानुरूप Er कहा जाता है आप वापसी की अपेक्षित दर कह सकते हैं यह प्रतिफल की अपेक्षित दर है जिसका अर्थ है कि बस आर कहा जाता है तो अगर आप इस बारे में बात करते हैं वापसी की इस अपेक्षित दर की तुलना वापसी की आवश्यक दर के साथ करें उस स्थिति में हम करेंगे अब निर्णय लेना है कि चीजें कैसे होने जा रही हैं इसलिए का आधार निर्णय यह है कि r को या तो महान कहना है या K r के बराबर या उससे अधिक है वापसी और K की अपेक्षित दर वापसी की आवश्यक दर है तो इसका मतलब है कि अब हमें देखना होगा वापसी की अपेक्षित दर रिटर्न की आवश्यक दर या कम से कम के बराबर होनी चाहिए वापसी की आवश्यक दर इस प्रक्रिया के आधार पर आइए अब देखें कि लाभ में परिवर्तन की गणना करें या आप इसे कॉल के रूप में कह सकते हैं वापसी की दर जो कि अपेक्षित दर है वह बदल जाती है इसलिए हम उस अपेक्षित दर को देखेंगे जो हम देखेंगे वापसी की अपेक्षित दर और यदि आप वापसी की अपेक्षित दर की गणना करते हैं यहाँ फिर से हमें एक इन्वेंट्री पॉलिसी में पॉलिसी को बदलना होगा फिर से हमें इसके लिए जाना होगा इन्वेंट्री पॉलिसी फिर यह कर की वापसी की अपेक्षित दर से पहले और उसके बाद कर की अपेक्षित दर है कर की वापसी की कर दर से पहले वापसी की दर और उसके बाद इन्वेंट्री पॉलिसी इसलिए यह ए से करंट है ए से करंट है इसलिए टैक्स रेट ऑफ रिटर्न से पहले उम्मीद थी कि 485 कितना था या यह 49 था इसलिए आप कर के बाद कह सकते हैं कि कितना होगा यदि आप गणना करते हैं कि यह 243 है हमने इस 484 484 की गणना कैसे की है हमने 485 की गणना की है हमें दिए गए लाभ और परिचालन लाभ की राशि तो भी गणना चल रही है यहाँ लाभ 41 है इसलिए यदि आप इस दर की गणना करते हैं तो 41 को 169 से विभाजित किया जाएगा इसलिए यदि आप इस 41 को विभाजित करते हैं 169 तक दर है हमें वापसी की दर वापसी की दर 485 मिली है तो यह परिचालन लाभ और ए के लिए वर्तमान नीति है और यह इन्वेंट्री में निवेश है यह एक कुल निवेश 169 है इसलिए परिचालन लाभ को उस अपेक्षित निवेश से विभाजित किया जाता है जो हम हैं इन्वेंट्री में हम निवेश और पॉलिसी बनाने जा रहे हैं A से करंट का मतलब 41169 है इसलिए यह 485 है तो यह पहली अपेक्षित दर है वापसी और इसका आधा हिस्सा बनता है क्योंकि कर की दर 50 है तो इसका आधा हिस्सा 243 है और फिर A से B तक कितना लाभ होने वाला है 353 यह 353 है जो कर से पहले है और कर के बाद 176 होने जा रहा है और फिर B से C होने जा रहा है 179 और यह 9 है B से C 179 और 9 है और फिर यह C से D है 91 और इसमें 46 है कर से पहले वापसी की अपेक्षित दर से पहले सही लाभ और फिर यह डी से ई अपेक्षित लाभ है 65 और यहाँ इस मामले में यह 32 है तो ये सभी रिटर्न भी हमारे पास उपलब्ध हैं इसलिए हमने तीनों चीजों पर काम किया है हमने वृद्धिशील निवेश में काम किया है इन्वेंट्री इसलिए संचयी निवेश जब हम पॉलिसी ए से बी से सी से डी से फिर ई हमने कर से पहले वृद्धिशील परिचालन लाभ की गणना की है और चरण 5 पर कर के बाद इस परिचालन लाभ के माध्यम से वर्तमान से ए वर्तमान से ई वर्तमान तक की नीतियां हमारे साथ उपलब्ध हैं और अगली गणनाओं में हमने टैक्स से पहले रिटर्न की अपेक्षित दर की गणना की है E से करंट पॉलिसी और टैक्स के बाद वापसी की अपेक्षित दर जहां हम पॉलिसी करंट से E पर जाते हैं तो अब ये सभी गणना हमारे साथ हैं अब हमें यहां एक निर्णय लेना होगा कि हम कैसे हैं हमें इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि हमें किस नीति को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें किस नीति से आगे बढ़ना चाहिए पर रुकना चाहिए यह कहें कि यदि आप इस तालिका का विश्लेषण करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यदि आप इससे आगे बढ़ते हैं A से करंट की इन्वेंटरी पॉलिसी तब आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या होगा या इसे भी कहा जाएगा कर की उम्मीद के बाद वापसी की तारीख 243 बहुत अधिक हो जाएगी यदि आपको A से B तक की आवश्यकता है तो बिक्री बढ़ेगी लेकिन परिचालन लाभ में वृद्धि होगी घटती दर इसलिए यह 176 होगी और जब आप B से C की ओर बढ़ेंगे तो यह 9 लाभ होगा पूर्ण लाभ बहुत अधिक होगा लेकिन लाभ में प्रतिशत परिवर्तन इसलिए घट रहा है क्योंकि आप बाजार में अधिक बेच सकते हैं आप अधिक बेचकर बाजार का विस्तार करने के लिए बाजार में प्रवेश कर सकते हैं बाजार में लेकिन उस मामले में आपको मुनाफे के साथ समझौता करना होगा यदि आप बिक्री मूल्य से कम हैं तो कुल इकाइयों के बाजार में आपकी बिक्री की संख्या बिक्री की मात्रा जिससे आपका बाजार निश्चित रूप से ऊपर जाएगा लेकिन आपके लाभ का प्रतिशत रिटर्न का प्रतिशत नीचे जाएगा लेकिन अगर आप इस संख्या को कुल संख्या से गुणा करते हैं कुल बिक्री की इकाइयाँ यदि आप इस 9 की गणना दी गई राशि के रूप में करते हैं बिक्री जो उच्चतम होगी इसलिए यह हमारी पसंद है कि क्या हम वर्तमान से ए और उसी आंदोलन से संतुष्ट हैं अगर आप 243 कमाना चाहते हैं तो 243 कमाना स्पष्ट रूप से आपकी बिक्री की तुलना में कम होगा स्तर जो कि बी से सी है लेकिन यदि आप सबसे बड़े आकार या सबसे बड़े बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं उस मामले में कुल बाजार पाई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी के लिए बाजार आप यह जान सकते हैं कि हां हम मार्जिन पर कम करेंगे हमें बिक्री मूल्य को कम करना होगा जिस तरह से बाजार में आपके अस्तित्व का विस्तार होगा लेकिन प्रति यूनिट लाभ कम हो जाएगा लेकिन इसके परिणामस्वरूप बिक्री की कुल राशि बहुत अधिक होगी नीति क्या होती है इस नीति के परिणामस्वरूप बिक्री मूल्य में कमी और इसके द्वारा अपने स्वयं के मार्जिन को कम करना भी तुरंत है हम देख रहे हैं कि मार्जिन कम हो रहा है नीचे 24 से 9 तक लेकिन कल जब कई खिलाड़ी बाजार से बाहर जाएंगे क्योंकि वे नहीं कह पाएंगे कि इस तरह की विशाल के साथ प्रतिस्पर्धा है बाजार जो सबसे कम संभव कीमत पर बेचने में सक्षम है इसलिए कई लोग बाजार से गायब हो जाएंगे खिलाड़ी बाजार से गायब हो जाएंगे और जब लोग उस समय बाजार से बाहर हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं मूल्य में वृद्धि से लाभप्रदता बढ़ जाती है उस समय कीमत बढ़ जाती है जब आपके पास दोगुना हो बढ़ी हुई बिक्री का लाभ बाजार में हिस्सेदारी भी बढ़ाता है और निवेश में भी वृद्धि हुई है बढ़े हुए रिटर्न भी लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि आने वाले समय में आने वाली स्थिति है लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है स्थिति को देखें उदाहरण के लिए हमारी वापसी की आवश्यक दर जो कि वापसी की आवश्यक दर है जो कि ROR है 9 अन्य आवश्यक दर यह है कि मैं इसे 9 कहूंगा अब आप आवश्यकता के अनुसार कैसे निर्णय लेते हैं प्रतिफल दर वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी वापसी की आवश्यक दर न्यूनतम होनी चाहिए एक पूंजी की लागत के बराबर होना चाहिए वह उबरने में सक्षम होना चाहिए कि आपको कितना अर्जित करना चाहिए किसी भी व्यवसाय से वापसी की दर या इस बिक्री का कहना है या किसी भी प्रकार का लेन देन कहें यह पूंजी की लागत के बराबर न्यूनतम है क्योंकि व्यापार पूंजी में से आता है विभिन्न स्रोतों या तो यह आंतरिक स्रोतों से पूंजी के स्वामित्व वाली पूंजी है फर्म उनके स्वयं के संसाधन या यह एक उधार ली गई पूंजी है यदि यह उधार ली गई पूंजी है और यदि है 9 की दर से उधार ली गई पूँजी फर्म की लागत का भुगतान हम करने जा रहे हैं वेतन 9 में है इसका मतलब है कि फर्म को वृद्धिशील निवेश से न्यूनतम 9 अर्जित करना चाहिए इन्वेंट्री अन्यथा इस निवेश को बनाने का कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर पूंजी की लागत अधिक है अगर पूंजी ली गई है या उसे धनराशि उधार ली गई है 12 15 पर उधार लिया गया है फिर वापसी की आवश्यक दर को समान अधिकार होना चाहिए और अगर यह स्वामित्व वाली पूंजी है यदि यह आंतरिक स्रोत से है तो यह पूंजी आंतरिक से उत्पन्न होती है उस स्थिति में स्रोतों में पूंजी की अवसर लागत होनी चाहिए आपने इसमें पूंजी लगाई व्यापार सूची या आप इस पूंजी को बाहर निवेश करते हैं तो अवसर दर क्या है पूंजी की अवसर लागत क्या है जो यहां के रूप में काम करेगी इस पर विचार करने के लिए बेंचमार्क रिटर्न की आवश्यक दर है और उदाहरण के लिए स्थिति में यहां जो काम होता है वह इस स्थिति में होता है कि हमें पता चलता है कि 9 हमारी आवश्यक दर है सो हम् यह कहेंगे कि हमें उस नीति को स्वीकार करना चाहिए जो कर से पहले बी से सी तक होगी रिटर्न की दर 179 होगी और कर के बाद 9 होगी तो इस स्तर पर बिक्री का कितना स्तर बना पाएंगे कुल मिलाकर हमारी बिक्री बढ़ेगी संचयी बिक्री यदि आप बनाते हैं कि 22 200 160 बिक्री बढ़ रही है तो यह होगा कहीं न कहीं 422 और फिर 522 582 लाख की बिक्री हम बढ़ाने जा रहे हैं और वृद्धि का योगदान 64 लाख होने जा रहा है क्योंकि प्रति यूनिट बिक्री मूल्य नीचे जाना है और अंत में अगर वृद्धिशील वहन लागत में भी 40 लाख की वृद्धि होने वाली है तो आखिरकार आपकी कर से पहले वृद्धिशील परिचालन लाभ 50 लाख और फिर वृद्धिशील परिचालन लाभ होगा घटकर 25 लाख रह जाएगा लेकिन हम यहां संतुष्ट हैं क्योंकि वापसी की एक आवश्यक दर 9 है और हम इसे प्राप्त कर रहे हैं पॉलिसी सी जब हम पॉलिसी से बी से सी की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें रिटर्न की आवश्यक दर मिल रही है हम संतुष्ट हैं और यदि आप कुल मिलाकर इस मामले में इन्वेंट्री निवेश के स्तर को देखते हैं इन्वेंट्री में निवेश कितना 652 लाख हो रहा है इसके अतिरिक्त निवेश हमें बनाना है और यह कुल निवेश है तो इस स्तर पर इसका मतलब 169 इस स्तर पर 373 है तो इसका मतलब है कि आप B से C तक जा रहे हैं कुल निवेश में 652 लाख का निवेश करेगा इन्वेंट्री में भी बना रहा होगाअन्य शुद्ध कार्यशील पूंजी कुल बिक्री में वृद्धि 582 लाख सही और वृद्धिशील लाभ होगी 25 लाख होगा जो कि कर के बाद बढ़ा हुआ लाभ है और अंत में जैसा कि मैंने वापसी की उम्मीद की थी 9 होना चाहिए जो पूंजी की लागत के बराबर है लेकिन यहां हम उदाहरण के लिए एहतियात रख सकते हैं 9 सिर्फ पूंजी की लागत लेकिन जब पूंजी व्यवसाय में निवेश किया व्यवसाय अन्य प्रकार के जोखिम भी ले सकता है व्यवसाय नहीं होना चाहिए केवल उधार दर की पूंजी की लागत के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए जोखिम के लिए वे ले रहे हैं इसलिए हम यहां देख सकते हैं कि यदि यह 9 नहीं है सुरक्षित पक्ष पर होना सुरक्षित पक्ष पर होना यह संभव हो सकता है कि पूंजी की लागत मुझे भी यदि संभव हो तो बढ़ जाती है कि वे लागत भी बढ़ाते हैं या कुछ समय नेट में निवेश करते हैं उक्त संपत्तियों की कार्यशील पूंजी भी बढ़ सकती है नेटवर्किंग के मामले में भी बढ़ना उस स्थिति में यह सुरक्षित पक्ष पर होना बेहतर हो सकता है और यदि आप सुरक्षित होना चाहते हैं उस स्थिति में यह संभव हो सकता है कि आप इस स्तर ए से बी तक पहुंचें और आप रिटर्न की यह दर अर्जित करते हैं जो कि वापसी की अपेक्षित दर 176 होगी जो कि बहुत अधिक होगी रिटर्न के इस 9 की आवश्यक दर का अंतर 86 है और 86 का अंतर है लगभग सभी तरह के जोखिम शामिल हैं सभी तरह के जोखिम यहां शामिल होने जा रहे हैं किसी भी तरह का कहने का जोखिम इन्वेंट्री बिक्री योग्य नहीं है या शायद कहें कि नेटवर्किंग कैपिटल में निवेश है वृद्धि करने जा रहा है या शायद किसी अन्य तरह के जोखिम के जोखिम वाले जोखिम भी हैं बिक्री में कमी भी है बाजार की स्थिति में बदलाव और यदि आप यहां के स्तर को देखते हैं इन्वेंट्री यह तब भी है जब हम व्यवसाय में हैं यदि आप बाकी के विभिन्न प्रकारों को लेते हैं जोखिम के लिए एक प्रीमियम रखना चाहते हैं क्योंकि 9 पर केवल पूंजी का कारण बनता है लेकिन हम अभी प्राप्त करते हैं अन्य प्रकार के जोखिमों के लिए मुआवजे का उपयोग हमें उस सुरक्षित पक्ष पर भी करना चाहिए जो हमें करना चाहिए A से B के लिए पॉलिसी चुनें इसलिए अधिकतम हमें पॉलिसी B पर रुकना चाहिए यदि आप पॉलिसी B पर रुकते हैं तो क्या होगा उस स्तर पर आपकी बिक्री 422 लाख कुल और वृद्धिशील परिचालन लाभ के बाद बढ़ती जाएगी कर 36 लाख होगा और आपके निवेश की बात करने के लिए निवेश के हिस्से में भी 652 नहीं होगा लेकिन यह कम हो जाएगा कि 373 लाख है इसलिए निवेश की आवश्यकता आपके जोखिम को कम कर देगी नीचे भी जाएं और वापसी की अपेक्षित दर से वापसी की आवश्यक दर भी पूरी की जाएगी और इन सभी क्रम परिवर्तन संयोजन के परिणामस्वरूप आपकी वापसी की अपेक्षित दर भी होगी पर्याप्त रूप से उच्च जो सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करेगा जो इसे 176 बनाता है जो कि 86 अधिक है वापसी की आवश्यक दर से तो इसका मतलब है कि यह उचित है कि वृद्धिशील निवेश किया जाए इस स्तर पर इन्वेंट्री को वर्तमान से C तक स्थिर नहीं होना चाहिए लेकिन स्थानांतरित करने के लिए बेहतर है वर्तमान से बी तक और फिर देखें कि क्या होता है कि हम खोई हुई बिक्री पर कब्जा करने में सक्षम हैं हम बाजार की सेवा कैसे कर पा रहे हैं हम कैसे कह सकते हैं कि बाजार में स्थिति का प्रबंधन करें जब हम निवेश को बढ़ाने जा रहे हैं तो हम कितना जोखिम लेने वाले हैं वर्तमान स्तर नए स्तर पर और यह पूरा परिदृश्य कैसे सामने आने वाला है हमें देखना चाहिए इसके लिए हमें कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए ताकि फिल्म वर्तमान से सी से दूर रहे सलाह दी जाती है कि आप इन्वेंट्री की बी पॉलिसी से वर्तमान में जाएं केवल इतनी राशि का निवेश करें जो कुल निवेश है जो 373 लाख है और पर्याप्त है बिक्री में वृद्धि बिक्री में 422 की वृद्धि हुई और आपके लाभ में 36 लाख की वृद्धि हुई प्रतिशत के संदर्भ में यह 176 होगा इस समय यह सलाह दी जाती है कि वृद्धिशील इन्वेंट्री में निवेश पॉलिसी बी तक होना चाहिए जो हमें वर्तमान से बी तक होना चाहिए लेकिन C से नहीं क्योंकि हम करंट से C की ओर बढ़ते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि यह उसके बराबर ही रिटर्न होगा जोखिम की आवश्यक दर जो जोखिम भरा प्रस्ताव हो सकती है तो बेहतर है कि यह बहुत सख्त है या वर्तमान में बी से वर्तमान में बी में रहने के लिए और फिर 176 कमाता है वापसी करें और यदि स्थिति गंभीर हो तो क्षमा करें यदि यह संभव है तो इसका विस्तार करना अधिक आरामदायक है बाजार और बिक्री में वृद्धि और सूची के स्तर में वृद्धि और खो बिक्री से बचने के लिए तो हम कभी भी B से C की ओर जा सकते हैं लेकिन एक में जाने पर करंट से C तक नहीं जाएगा सलाह दी जाती तो इस तरह हमने वृद्धिशील विश्लेषण का उपयोग किया जो अभी भी विभिन्न में निवेश का काम कर रहा है वर्तमान संपत्ति इस मामले में हमने इन्वेंट्री में उन वृद्धिशील निवेशों के इस उपयोग को देखा है और नियत समय में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धिशील विश्लेषण के इस उपयोग को सीखना होगा शायद क्रेडिट बिक्री या किसी भी अन्य मौजूदा संपत्ति इसलिए फिलहाल मैं यहां रुकता हूं और चर्चा के शेष भाग हम अगले धन्यवाद में आपको बहुत धन्यवाद देंगे